पिछले व्याख्यान में हमने कैपेसिटर के साथ सर्किट का विश्लेषण करना शुरू किया था और यही बात इंडक्टर्स पर भी लागू होगी और इसका परिणाम यह होगा कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना होगा अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है तो हम फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जाएंगे और इसका समाधान कुछ एक्सपोनेंशियल रेस्पॉन्स के रूप में निकलेगा जो कि इसके होमोजेनियस भाग का समाधान है और यदि आपके पास एक कॉन्स्टन्ट इनपुट है तो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स भी एक कॉन्स्टन्ट है और कुल समाधान यह स्टेडी स्टेट और नैचरल रेस्पॉन्स का योग है नैचरल रेस्पॉन्स एक एक्सपोनेंशियल हैकॉन्स्टन्ट इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स एक कॉन्स्टन्ट है तो इन्हें मिलाकर आप कुल समाधान पा सकते है और इसलिए कुल रेस्पॉन्स यह स्टेडी स्टेट और नैचरल रेस्पॉन्सेस का योग है और नैचरल रेस्पॉन्स कुछ अनिर्दिष्ट स्केलिंग फॅक्टर के साथ आता है क्योंकि वह रेस्पॉन्स किसी भी स्केलिंग फॅक्टर के साथ होमोजेनियस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा इसलिए इनिशियल कंडीशंस से स्केलिंग फॅक्टर का विशेष मूल्य खोजना होगा अब कैपेसिटर के साथ आपके पास यह गुणधर्म है कि यदि करंट सीमित है तो इसका वोल्टेज तत्काल नहीं बदल सकता है तो इस तरह आप इनिशियल कंडीशंस का पता लगाते है उदाहरण के लिए हमने इस सर्किट को लिया है जहां R और C के इस संयोजन पर एक कॉन्स्टन्ट Vs को अप्लाई करते है और इस Vc का t 0 पर कुछ प्रारंभिक मान होता है और कुल रेस्पॉन्स यह Vc Vs Vc Vs exp tRC होता है हम इसे कई अलग अलग तरीकों से लिख सकते है जहां यह स्टेडी स्टेट या फोर्स्ड रेस्पॉन्स या विशेष इंटीग्रल जैसा कि इसे डिफरेंशियल इक्वेशन पर साहित्य में कहा जाता है और यह हिस्सा ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स है ट्रांसिएंट यानी क्षणिक जाहिर है इसका मतलब है कि यह अल्पकालिक है और अंततः समाप्त हो जाएगा या नैचरल रेस्पॉन्स जिसका अर्थ है कि यह सर्किट का कुछ गुणधर्म है न कि आपके द्वारा अप्लाई किया गया इनपुट क्योंकि आपके पास R और C का विशेष मूल्य है एक निश्चित विशेषता के साथ एक एक्सपोनेंशियल है जिसमे 1RC आर्गुमेंट में है जो आपको नैचरल रेस्पॉन्स देता है या आप इसे होमोजेनियस इक्वेशन के समाधान के रूप में भी सोच सकते है और इसे विभाजित करने का दूसरा तरीका यह है कि Vs के साथवाली सभी टर्म्स और इनिशियल कंडीशंस के साथवाली टर्म्स को समूहित किया जाए और आप इसे जीरो स्टेट रेस्पॉन्स कहते है इस मामले में स्टेट यानी कैपेसिटर पर वोल्टेज होता है इतिवृत्त के आधार पर कैपेसिटर वोल्टेज एक निश्चित मूल्य हो सकता है यही स्टेट है और यह जीरो इनपुट रेस्पॉन्स है तो आप इन दो एक्सप्रेशंस के बारे में सोच सकते है जहां आपके पास स्टेडी स्टेट समाधान है लेकिन कुछ अवशेष है जो इनिशियल और स्टेडी स्टेट के बीच का अंतर है वह हिस्सा समय के साथ नष्ट हो जाता है या यह भी नष्ट हो रहा है इसे आप अपने अंतिम मूल्य तक सोर्स वोल्टेज निर्माण के रूप में सोच सकते है यानी यह 1 माइनस एक्सपोनेंशियल और इनिशियल कंडीशन समाप्त हो रही है तो यह समाधान के इन भागों की व्याख्या है इस विशेष मामले में हमने देखा कि ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स या नैचरल रेस्पॉन्स हमेशा ऊपर उठता है इसके अंदर एक नेगेटिव आर्गुमेंट के साथ एक्सपोनेंशियल के कारण यह हमेशा 0 हो जाता है जब t इंफिनिटी की ओर जाता है तो आपके पास केवल स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स होगा यह स्टेबल सर्किट का गुणधर्म है लगभग हर सर्किट जिसे हम इस पाठ्यक्रम में पढेंगे वह एक स्टेबल सर्किट होगा तो इसका मतलब है कि अंत में आपके पास एक रेस्पॉन्स होगा जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स के बराबर है बेशक यह सब कॉन्स्टन्ट इनपुट के साथ लागू होता है और यदि आपके पास कुछ Vs है तो आप इस फॉर्मूला में Vs को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते है अब यह कुछ इस तरह के चीज के लिए एक मॉडल हो सकता है जहाँ आप कह सकते है कि Vs कुछ मान से बदलता है मान लीजिए 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक तो अनिवार्य रूप से Vs में एक स्टेप चेंज होता है वह भी इस श्रेणी में आता है इसलिए जब मैं कहती हूं कि Vs एक कॉन्स्टन्ट इनपुट है तो यह पीसवाइज कॉन्स्टन्ट हो सकता है मान लीजिए कि हमारे पास यहां एक स्टेप वोल्टेज है तो आप स्टेप से ठीक पहले इस कैपेसिटर वोल्टेज के मूल्य को नोट करते है और इस मामले में कैपेसिटर में से अनंत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है तो उस मान को स्टेप के ठीक बाद परिरक्षित किया जाएगा तो यह इस Vc का निर्माण करेगा यदि हम इस इंस्टेंट को t 0 के रूप में परिभाषित करते है तो यह Vc का मान होगा और यह दूसरा मूल्य 5 वोल्ट Vs होगा तो आप इसे पा सकते है और मान लीजिए कुछ समय बाद यह Vs 5 वोल्ट से माइनस 3 वोल्ट में बदल जाता है तब आप समाधान कैसे खोजेंगे तो जिस तरह से इस समीकरण को फिर से लिखा गया है हमें इस पल को t 0 के रूप में पढ़ना होगा स्टेप से ठीक पहले Vc के कुछ मान है और आप इसका उपयोग इस Vc के लिए करते है और इस माइनस 3 वोल्ट का अंतिम मान Vs के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए जब मैं कॉन्स्टन्ट कहती हूं तो इसका बिल्कुल कॉन्स्टन्ट होना जरूरी नहीं है यह तब तक है जब तक कि यह पीसवाइज कॉन्स्टन्ट है आप चीजों को पीसवाइज कर सकते है तो क्या यह स्पष्ट है तो यह बहुत स्पष्ट है कि क्या होता है आइए मान लें कि कैपेसिटर वोल्टेज शुरू में 0 था फिर यह बढ़ना शुरू हो जाएगा अब यह 5 वोल्ट तक नहीं पहुंचता हैलेकिन जो समय बीत चुका है उसके आधार पर आप गणना कर सकते है कि वह क्या है और फिर यह माइनस 3 वोल्ट की ओर बढ़ना शुरू कर देगा और यदि फिर से कोई स्टेप चेंज होता है तो यह कुछ अन्य वोल्ट में बदल जाएगा तो अरबिट्ररी पीसवाइज इनपुट के लिए आप इस तरह के सर्किट का रेस्पॉन्स निकाल सकते है अब इस प्रकार का समाधान तब भी लागू होता है जब यह एक ही प्रकार का सर्किट होता है लेकिन थोड़ा अलग दिखता है तो मान लीजिए कि यह अब एक कॉन्स्टन्ट DC सोर्स है और आपके पास R और C है और आपने एक बार इस प्रकार का प्रश्न देखा है जहां स्विच या तो ओपन है या किसी समय क्लोज्ड है तो t 0 से पहले कपैसिटर पर जो भी वोल्टेज है वह वैसे ही रहता हैक्योंकि कपैसिटर में से कोई भी करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है यानि यह एक ओपन लूप है और जब t 0 के बराबर होता है तो यह स्विच चालू हो जाता है और आपको यह Vs R और C सीरीज में मिलते है यह बिल्कुल वैसा ही सर्किट है जैसा हमारे पास पहले था और समाधान भी वही होगा तो स्विच बंद करने से पहले कपैसिटर पर जो कुछ भी था वह Vc का मान होगा और Vs वह मूल्य है जिसे आप अप्लाई करते है तो बिल्कुल वही बात लागू होती है और आपके पास इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते है और इस तरह बंद होने के बजाय आपके पास कुछ और स्विच हो सकता है जो खुल रहा है और फिर कुछ और बंद हो रहा है और इसी तरह तो आपको इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को हल करने में सक्षम होना चाहिए जब तक कि आपके पास केवल एक कपैसिटर है और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक हमने सीखा है कि फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे हल किया जाता है और इसे फर्स्ट आर्डर सर्किट के रूप में जाना जाता है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कुछ ऐसा सर्किट है जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अनुसरण करता है